आज हम प्रशिक्षण में डिजिटल शिक्षाशास्त्र के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे आजकल यह एक चर्चा शब्द बन गया है और बहुत लोकप्रिय और उपयोगी है इसका मतलब है तकनीक की मदद से ट्रेनर मैंने पहले ही अपने पूर्व मॉड्यूल में प्रशिक्षण में तकनीक की भूमिका के बारे में बात की है लेकिन यह बहुत विशिष्ट है और यह कक्षा प्रबंधन प्रशिक्षण से संबंधित है और तकनीक की मदद से व्याख्यान का उपयोग कैसे करें इसलिए हमें पहले यह समझना होगा कि क्या डिजिटल तकनीक क्या है अब डिजिटल तकनीक में इसे सबसे अच्छी प्रक्रियाओं के साथ शुरू किया जाता है जहां डिजिटाइज़ की गई जानकारी को अंकों 0 और 1 के संयोजन के द्विआधारी कोड में दर्ज किया जाता है जिसे बिट्स भी कहा जाता है तो यह मूल रूप से हम डिजिटल तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं यह कैसे मदद करता है इस जानकारी को छोटे भंडारण पर संपीड़ित करने में सक्षम बनाता है जैसा कि हम बात कर रहे हैं हम इस कार्यक्रम का उपयोग कर रहे हैं यह डिजिटल शिक्षाशास्त्र का एक उदाहरण है यह आपके लिए उपयोग करना आसान बनाता है आप इस विशेष सामग्री तक कभी भी पहुंच सकते हैं और आप इसे संरक्षित भी कर सकते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इस विशेष डिजिटल पाठ के आधार पर एक विशाल जानकारी साझा कर सकते हैं जो व्याख्यान के प्रकार में है अब यदि आप शिक्षा उद्योग से गुजरते हैं तो यह शिक्षा में एक आभासी वास्तविकता है आभासी और संवर्धित वास्तविकता प्रौद्योगिकियां अभी विकास के मोर्चे पर हैं 2017 में बाजार पहले से ही 139 बिलियन से अधिक तक पहुंच गया है और शैक्षिक संस्थानों में सोशल मीडिया एक शोध के अनुसार 61 प्रतिशत शिक्षकों का कहना है कि उनके पास फेसबुक अकाउंट है और उनमें से 12 प्रतिशत का कहना है कि वे इसका उपयोग छात्रों के साथ संवाद करने के लिए करते हैं अब यह भी बहुत दिलचस्प है कि सोशल मीडिया छात्रों को शिक्षण के उद्देश्य से कितना इस्तेमाल किया गया था अगला एक डिजिटल ऑनलाइन क्लास है इसलिए जब आप इन BYJUS के बारे में बात कर रहे हैं तो एप्लिकेशन NPTEL प्रोग्राम इत्यादि सीख रहे हैं इसलिए यह सब डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस बन रहा है और हमने पाया है कि प्रतिक्रिया लोकप्रिय हो रही है स्कूलों में बायोमेट्रिक्स का उपयोग स्कूलों में बायोमेट्रिक अमेरिकी शिक्षा क्षेत्र में एक बढ़ती तकनीक है TechNavio के लिए एजुकेशन मार्केट सेक्टर में बायोमेट्रिक्स के 2014 और 2019 के बीच 2365 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है इसलिए यह एक आभासी वास्तविकता है या सोशल मीडिया या ऑनलाइन डिजिटल कक्षाओं का उपयोग या बायोमेट्रिक्स का उपयोग यह है छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए लोकप्रिय बनें अगर हम डिजिटल शिक्षण के तत्वों के बारे में बात करते हैं तो अन्य तीन तत्व हैं सबसे पहले तकनीक है कि आपके पास स्मार्ट बोर्ड स्काइप आईपैड यूट्यूब जिंग या लैपटॉप है या नहीं इसलिए यह सब जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है अब शिक्षा बहुत आसान हो रही है क्योंकि इनमें प्रौद्योगिकी के विभिन्न पेरिहेलिया और आयाम हैं जो एक व्यक्ति और लीनियर को प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने और शिक्षित होने में मदद करता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं आपके साथ चर्चा करूंगा शिक्षाशास्त्र क्या है और विभिन्न शिक्षण क्या हैं और डिजिटल शिक्षण का उपयोग कैसे किया जाता है और तीसरी सामग्री है जब भी हम सामग्री की बात करते हैं तो कनेक्शन और रचनात्मकता अन्य कारक बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं स्वाभाविक रूप से आप डिजिटल शिक्षाशास्त्र का उपयोग केवल तभी कर पाएंगे जब आपके पास उस विशेष तकनीक तक पहुंच हो और इसके लिए कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हों एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्योंकि यह एक नया माध्यम है इसलिए इस विशेष अवधारणाओं को वितरित करने के लिए रचनात्मकता की आवश्यकता है अब डिजिटल शिक्षाशास्त्र के तत्वों में यह पाठ्यक्रम है जो आपके पास है सामग्री को तदनुसार डिजाइन किया जाना है ताकि व्याख्यान के समय वितरित करना आसान हो जाए उदाहरण के लिए पावर प्वाइंट स्लाइड इसलिए यदि आप पावर प्वाइंट स्लाइड के साथ तैयार हैं तो शिक्षार्थियों के साथ पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम पर चर्चा करना आसान होगा दूसरा ऑनलाइन संदर्भ है स्वाभाविक रूप से यह ऑनलाइन के माध्यम से होगा और इसलिए प्रौद्योगिकी को सीखने और उपयोग करने के लिए आपकी कनेक्टिविटी और पहुंच बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ बन जाती है तीसरा क्या शिक्षाशास्त्र ही है आप कैसे सिखाते हैं यदि आप तकनीक के इस विशेष उपयोग को सिखाते हैं तो इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए ताकि शिक्षाशास्त्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके लेकिन पांडित्य क्या है शिक्षाशास्त्र को शिक्षण की कला या विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए प्रत्येक संकाय प्रत्येक शिक्षक के शिक्षण के लिए यह अलग शैली है उदाहरण के लिए ओबी का एक विषय है संगठनात्मक व्यवहार और संगठनात्मक व्यवहार में यदि आप नेतृत्व सिखा रहे हैं या आप तनाव प्रबंधन या संघर्ष प्रबंधन या व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में यह उसकी कला है यह है कि कैसे वह सिखाने में सक्षम है बहुत मायने रखता है इसी तरह जब आप प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो यह शिक्षण का विज्ञान है आप कितनी दृढ़ता से स्लाइड का उपयोग और उपयोग कर रहे हैं और अपने व्याख्यान देने के लिए पॉवरपॉइंट की सामग्री बना रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सीखने पर उनका पसंदीदा जोर है क्या एक शिक्षार्थी उस विशेष सामग्री को अपनाने में सक्षम है जिसे शिक्षार्थी को वितरित किया गया है या नहीं क्या शिक्षार्थी उस विशेष सामग्री को अपनाने में सक्षम है जो शिक्षार्थी को विज्ञान और कला के रूप में वितरित किया गया है शिक्षाशास्त्र प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है यह एक प्रक्रिया है यह एक अनुभव है कि शिक्षक कक्षा में है यह एक संदर्भ है जिसमें व्याख्यान दिया जाता है परिणामों का अर्थ है कि शिक्षार्थी ने सीखा है या नहीं और उच्च शिक्षा में शिक्षण और सीखने का संबंध इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण और शिक्षण कैसे किया जाता है और इसलिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर यह विशेष शिक्षण होगा अलग भूमिका निभाएं अब मैं खिलने वाली डिजिटल टैक्सोनॉमी का एक उदाहरण लेना चाहता हूं इसलिए जब भी आप उच्च क्रम की सोच कौशल और निचले क्रम के सोचने के कौशल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले यह याद रखने के साथ शुरू होगा जो मगिंग प्रजनन पहचान लिस्टिंग वर्णन करना पहचानना पुनः प्राप्त करना नामकरण पता लगाना और ढूंढना है इसलिए शिक्षार्थी को यह सब याद रखना होगा और फिर मुख्य बिंदुओं को उजागर करना होगा जिसका मतलब है कि बुकमार्क करना स्थानीय बुकमार्किंग के पक्ष में इस विशेष रूप से खिलने वाले डिजिटल टैक्सोनॉमी के मामले में खोज और गुगली करना होगा अब त्वरित संदेश और टेक्स्टिंग एक संचार स्पेक्ट्रम है जिसका उपयोग जब भी हम याद करने की बात करेंगे तब किया जाएगा एक बार जब हम अगले स्तर पर जाते हैं कि यह समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है इसका अर्थ है कि व्याख्या करना सारांश देना निष्कर्ष निकालना परिशोधन करना वर्गीकरण करना तुलना करना व्याख्या करना और अनुकरण करना तो ये बूलियन खोजों ब्लॉग जर्नलिंग ट्विटरिंग और फिर श्रेणीबद्ध करने टैग करने टिप्पणी करने टिप्पणी करने और सदस्यता देने के साथ संचार स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाएगा जो कि चैटिंग ईमेल ट्विटर या माइक्रो ब्लॉगिंग का उपयोग समझ के लिए किया जाएगा फिर हम अगले स्तर पर जाते हैं जो कि अनुप्रयोग है जो कुछ भी याद किया गया है उसका अनुप्रयोग और समझा जाता है हम कार्यान्वयन बाहर ले जाने इसका उपयोग करने निष्पादित करने चलाने लोड करने खेलने संचालन साझा करने और संपादन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो संदर्भ का उपयोग संचार स्पेक्ट्रम और नेटवर्किंग में पोस्टिंग और ब्लॉगिंग की मदद से किया जाएगा अगला स्तर यह है कि विश्लेषण करना विश्लेषण करना और तुलना करना व्यवस्थित करना विघटित करना जिम्मेदार बनाना फिर रेखांकित करना खोजना संरचना करना एकीकृत करना मैशिंग करना लिंक करना मान्य करना रिवर्स इंजीनियरिंग क्रैकिंग और मीडिया की कतरन करना है जब भी हम करना चाहते हैं डिजिटल सामग्री का विश्लेषण करें फिर इसे कैसे किया जाए यह वीडियोकांफ्रेंसिंग पूछताछ और उत्तर देने के माध्यम से किया जाएगा जब हम खिलते डिजिटल टैक्सोनॉमी में मूल्यांकन के अगले स्तर पर जाते हैं तो इसका क्या मतलब है इसका अर्थ है कि परिकल्पना की जाँच करना फिर समालोचना करना प्रयोग करना न्याय करना परीक्षण करना पता लगाना और निगरानी करना ब्लॉग पर टिप्पणी नेटवर्किंग रीफैक्टरिंग और परीक्षण होगा जिसके परिणामस्वरूप हम बहस करेंगे फिर टिप्पणी करेंगे स्केपिंग करेंगे यह संचार स्पेक्ट्रम होगा और अंत में जब हम उच्च क्रम की सोच के कौशल के बारे में बात करते हैं तो हम आगे डिजाइनिंग निर्माण योजना निर्माण आविष्कार विकास और प्रोग्रामिंग फिल्मांकन एनिमेशन ब्लॉगिंग वीडियो ब्लॉगिंग मिक्सिंग रीमिक्सिंग विकी इंग के लिए जाते हैं प्रकाशन वीडियो कास्टिंग फिर पॉडकास्टिंग निर्देशन और प्रसारण तो इसलिए यह रचनात्मकता होगी कि संचार स्पेक्ट्रम कैसे होगा सहयोग करना मॉडरेट करना और बातचीत करना इसलिए इसलिए जब आप डिजिटल शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो यह याद रखने समझने आवेदन करने विश्लेषण करने मूल्यांकन करने और बनाने से उच्चतर क्रम सोच कौशल होगा इसलिए प्रौद्योगिकी का भी शैक्षिक संगठनों पर गहरा प्रभाव पड़ा स्कूलों और कॉलेजों को एक लर्निंग ग्रिड में नेटवर्क किया जा रहा है जो पारंपरिक संस्थागत और यहां तक कि क्षेत्रीय विभाजन में कटौती करता है आजकल लर्निंग ग्रिड बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है जिससे एक लर्निंग ग्रिड बनाया जाता है जिससे छात्र आसानी से और तेजी से सीखेंगे शिक्षार्थियों ने अपनी शिक्षा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के अवसरों में वृद्धि की है यह आवश्यक नहीं है कि वे केवल एक ही स्थान से सीखेंगे यदि वे किसी अन्य स्थान पर पलायन कर रहे हैं तो वे वहां भी सीखेंगे ई पोर्टफोलियो और सीखने के रिकॉर्ड के रूप में यह विकल्प बनाने के बारे में है कि वे शिक्षा में कैसे कब और कहां भाग लेते हैं इसलिए यह सीमाहीन है और शिक्षार्थी बदल रहे हैं समाज के अधिकांश युवा इंटरनेट ईमेल टेक्स्ट मैसेजिंग और सोशल सॉफ्टवेयर का नियमित उपयोग करते हैं और एक्सचेंज के इस नए रूपों के साथ उनकी परिचितता को उनकी सीखने की प्रक्रिया में ले जाया जाता है और इसके परिणामस्वरूप हम पाएंगे कि प्रौद्योगिकी की भूमिका शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है अगर हम प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो ऑनलाइन संसाधनों की बढ़ती उपलब्धता और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की निरंतर वृद्धि के लिए धन्यवाद दिन ब दिन यह बढ़ता जा रहा है और विशेष रूप से युवा वे सोशल मीडिया को सीखने के मंच के रूप में उपयोग कर रहे हैं छात्र और शिक्षक पहले से कहीं अधिक सक्षम हैं इसलिए जरूरी नहीं कि वे शारीरिक रूप से मौजूद हों डिजिटल शिक्षा में उनकी उन्नति होती है और दुबले होने पर भी अलग अलग स्थानों पर उन्हें पहुँचा जा सकता है उन्नीसवीं शताब्दी में सामग्री कक्षा के भीतर बहुतायत हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप यह इक्कीसवीं सदी में पूरी तरह से सुधार है गौरतलब है कि ये संसाधन और प्लेटफ़ॉर्म शिक्षण और सीखने के नए रूपों को महत्वपूर्ण रूप से विकसित कर रहे हैं क्योंकि जब आप प्रौद्योगिकी के नए रूपों को शिक्षण और सीखने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो यह मौजूदा से अधिक विकसित करने में मदद करता है शिक्षण और सीखने के नए रूपों के विकास को प्रोत्साहित करना इन सामग्रियों को कक्षा के बाहर और बाहर ले जाने में मदद करता है इसलिए यह कक्षा के भीतर ही सीमित नहीं है सीखने का अब केवल कक्षा शिक्षण पर निर्भर नहीं है बल्कि यहां तक कि एक व्यक्ति कक्षा के बाद भी सीखना चाहता है और यह तकनीक की भूमिका के कारण आसानी से सुलभ हो रहा है तो डिजिटल देशी सीखने वालों की क्या विशेषताएं हैं जो हम देखेंगे वे कई मल्टीमीडिया संसाधनों से जल्दी से जानकारी प्राप्त करना पसंद करते हैं जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि ऑनलाइन कक्षाएं हैं सोशल मीडिया उपलब्ध है एनपीटीईएल व्याख्यान उपलब्ध हैं यूट्यूब हैं इसलिए उस स्थिति में जानकारी तक पहुँच बहुत तेज हो गई है और जब भी वे चाहते हैं किसी भी समय विशेष जानकारी तक पहुँच सकते हैं शिक्षार्थियों समानांतर प्रसंस्करण और मल्टीटास्किंग पसंद करते हैं वे नौकरी पर हो सकते हैं और सीखना चाहते हैं ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतने समानांतर प्रसंस्करण और मल्टीटास्क वे चित्रों ध्वनियों और वीडियो को संसाधित करना भी पसंद करते हैं क्योंकि पाठ था इसलिए यह दिलचस्प हो जाता है कि हम डिजिटल शिक्षण में वीडियो चित्र और ध्वनियों का उपयोग करते हैं वे हाइपरलिंक की गई मल्टीमीडिया जानकारी तक रैंडम एक्सेस पसंद करते हैं शिक्षार्थी जब भी हाइपरलिंकड मल्टीमीडिया जानकारी का उपयोग करते हैं तो वे बहुत सहज होते हैं ऐसे मामलों में वे किसी भी समय और कहीं से भी पहुंच सकते हैं शिक्षार्थी एक साथ कई लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं इसलिए यह एक लीनियर तक ही सीमित नहीं है और इस तरह वे कई लोगों के बीच फैले हुए हैं और सभी एक साथ सीख सकते हैं वे सिर्फ इन टाइम सीखना पसंद करते हैं अब जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि उनमें से कई काम कर रहे हैं वे व्यस्त हैं वे सीखने की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जो भी उनके लिए समय उपलब्ध है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता जा रहा है और इसलिए इस प्रकार का सीखना समय के साथ बन रहा है त्वरित संतुष्टि और तत्काल पुरस्कार हैं इसलिए जैसे ही वे इस विशेष प्रक्रिया से गुजरते हैं वे सीखने में सक्षम होते हैं वे जवाब देने में सक्षम होते हैं और इसलिए जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उच्च पुरस्कार मिलते हैं अंत में डिजिटल देशी शिक्षार्थी वे सीखना पसंद करते हैं जो प्रासंगिक है तुरंत उपयोगी और मजेदार है और इसलिए यह उनके लिए बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाता है जो कुछ भी वे सीख रहे हैं वे इसे नहीं लेते हैं यह एक सैद्धांतिक है क्योंकि वे सीख रहे हैं कि उन्हें क्या सीखना है आवश्यकता आधारित शिक्षा है यह अनुकूलित शिक्षण है और इसलिए इस मामले में यह बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाता है यह बहुत आसान और तुरंत पहुंच वाला होता जा रहा है इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष समय अवधि से सीखना चाहता है तो केवल समय समय पर उस स्थिति में वह उस विशेष शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सकता है और स्वाभाविक रूप से जब आप तकनीक का उपयोग कर रहे होते हैं तो यह सीखने का मज़ा बन रहा है और इसलिए ये डिजिटल देशी शिक्षार्थियों की विशेषताएं हैं अब मैं Google कक्षा का एक उदाहरण लेना चाहूंगा जब हम Google कक्षा के बारे में बात करते हैं तो यह Google कक्षा कैसे काम कर रही है सबसे पहले कृपया यह समझ लें कि Google कक्षा क्या है Google कक्षा शिक्षा के लिए Google एप्लिकेशन के साथ स्कूलों के लिए उपलब्ध है और इसलिए आप इस विशेष डोमेन तक आसानी से पहुँच बना सकते हैं कक्षा अपने सभी छात्रों को एक स्थान पर लाने का एक तरीका है और आपको आसानी से काम सौंपने की अनुमति देता है और छात्रों को इसे चालू करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि शिक्षक को कक्षा में उपस्थित होना चाहिए और असाइनमेंट ऑनलाइन दिए जा सकते हैं और इसलिए यह Google ड्राइव के लिए घर आधारित हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप आसान पहुंच होती है यह शिक्षकों को पेपरलेस तरीके से बनाने और इकट्ठा करने में मदद करता है इसलिए यह बहुत बड़ा लाभ है जब हम क्लीनर शिक्षण प्रक्रिया और ग्रीन शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जब भी हम क्लीनर शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं और तब उस मामले में दस्तावेज कम और कागज रहित हैं इसलिए इसलिए यह क्लीनर भी बन रहा है और यह इसलिए है क्योंकि हम पेड़ नहीं काट रहे हैं हम पर्यावरण के अनुकूल बन रहे हैं और जब हम ग्रीन टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यह शिक्षकों को पेपरलेस तरीके से बनाने और इकट्ठा करने में मदद करता है और इसलिए यदि छात्रों की संख्या 90 है और आप उन्हें कई असाइनमेंट देते हैं और एकल असाइनमेंट में नहीं कई असाइनमेंट के मामले में आप पारंपरिक शिक्षण की तरह कागजात एकत्र नहीं करते हैं बल्कि आप उन्हें असाइनमेंट ऑनलाइन लेने और जमा करने के लिए कह सकते हैं इसमें समय की बचत करने वाली विशेषताएं शामिल हैं जो प्रत्येक छात्र के लिए Google दस्तावेज़ की प्रतिलिपि बना रहा है और इसलिए उस मामले में कम समय के भीतर आप सभी छात्रों तक पहुंच बना सकते हैं प्रत्येक असाइनमेंट और छात्र के लिए ड्राइव फ़ोल्डर बनाता है और इसलिए यह बहुत आसान हो जाता है उनके लिए यह है कि जो भी ड्राइव फ़ोल्डर हैं इसलिए वे फ़ोल्डर में जाएंगे प्रत्येक छात्र के लिए एक फ़ोल्डर है वे उस फ़ोल्डर तक पहुंच सकते हैं और फिर वे असाइनमेंट बना सकते हैं अब यदि आप उन्हें अलग अलग असाइनमेंट दे रहे हैं तो यह एक व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाता है इसलिए एक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों समय की बचत कर रहे हैं छात्र असाइनमेंट पेज पर क्या है इसका ट्रैक रख सकते हैं और बस एक क्लिक के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे अगले दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी है और शुरू करना है अब यहाँ वे किसी भी समय असाइनमेंट पेज पर पहुँच सकते हैं वह भी कक्षा के घंटों के बाद या देर शाम को वे असाइनमेंट बना सकते हैं और अगले ही दिन उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं असाइनमेंट बस एक क्लिक के साथ सबमिट किया जा सकता है शिक्षक जल्दी से देख सकते हैं कि उन्होंने क्या काम पूरा किया है और कक्षा में प्रत्यक्ष और वास्तविक समय की प्रतिक्रिया और निशान प्रदान कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि छात्रों तक काम पहुँचा जा सकता है या नहीं पहुँचा जा सकता है उसने क्या हासिल किया है और उसे उस विशेष कार्य में कितना समय लगा है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उन्होंने अपना काम नहीं किया है और यह पता कर सकते हैं कि क्या किसी विशेष छात्र ने असाइनमेंट दिया है या जब वह पहले चार घंटे या आठ घंटे या आखिरी चार घंटे और आखिरी आठ घंटे में असाइनमेंट सबमिट करता है इसलिए आप यह भी देख सकते हैं कि छात्र कितने उत्सुक हैं और वह अपने कामों में कितना समय दे रहा है यह प्रत्यक्ष वास्तविक समय की प्रतिक्रिया भी प्रदान कर सकता है इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि छात्रों ने सीखा है या उन्होंने नहीं सीखा है इसलिए शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया होगी इसी तरह आप यह भी देख सकते हैं कि वे अपना काम कैसे पूरा कर रहे हैं जो छात्रों के लिए भी फीडबैक होगा इस विकास के लिए जो भी निशान दिए गए हैं उन्हें अलग से संप्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और छात्र अपने पृष्ठ तक पहुँच सकते हैं कि उसने कौन से अंक बनाए हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आप यह प्रशिक्षण भी दे सकते हैं कि प्रशिक्षक को अपनी कक्षा कैसे बनाई जाए और फिर Google कक्षा पर जाएँ और फिर यह विशेष स्क्रीनशॉट जिसे आप देख सकते हैं यह एक परिचय कक्षा है जहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं इस विशेष घर पर Google उत्पाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब आपको कक्षा के लिए निर्देशित किया जाएगा फिर आपको एक संदेश मिलेगा कक्षा में आपका स्वागत है अब यहां मैं एक और असाइनमेंट साझा करना चाहूंगा जो टर्निटिन के बारे में है इसलिए जब भी हम शिक्षाविदों में साहित्यिक चोरी की जाँच करना चाहते हैं तो आप टर्निटिन की मदद से कर सकते हैं असाइन करने वाला और साहित्यिक चोरी के प्रतिशत का पता लगा सकता है अगर कोई समानता है तो हम इस विशेष सॉफ्टवेयर के साथ पता लगा सकते हैं आप यह पता लगा सकते हैं कि समानता सूचकांक कितना है और सामान्य प्रतिशत कितना प्रतिशत है अब Google कक्षा में आप पाएंगे कि जैसे ही आप स्क्रीन पर कक्षा के लिए जाते हैं आप अपनी कक्षा से जुड़ जाएंगे और फिर अपनी कक्षा शुरू करना अधिक आसान हो जाएगा अब आप नाम पर प्लस साइन पर क्लिक करें और क्रिएट क्लास पर क्लिक करें जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे जिसके परिणामस्वरूप एक नया वर्ग बनाया जाएगा प्लस साइन का मतलब है कि आप एक नया वर्ग जोड़ना चाहते हैं अब यहाँ आपको क्लास का नाम लिखना है स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं कि जैसे ही आप नाम पर क्लिक करेंगे और जिस सेक्शन में आप इस विशेष वर्ग में शामिल हो पाएंगे इस स्थिति में आपका वर्ग नाम दिखाई देगा आपको अपना वर्ग नाम और अनुभाग लिखना होगा और फिर आपको बनाना होगा क्लिक करना होगा और फिर एक वर्ग बनाना होगा अब एक वर्ग नाम दिखाई देगा अब आप यह देखेंगे कि एक वर्ग नाम की आवश्यकता है इसलिए आप अपने वर्ग का नाम और यह दे सकते हैं उदाहरण के लिए यहां हम एमबीए और इसके सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं सेक्शन एक से अधिक हो सकते हैं इसलिए जब आप अनुभागों के बारे में लिखते हैं तो अनुभाग बनाए जाएंगे इसलिए जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यह विशेष सेक्शन बनाया जाएगा उदाहरण के लिए मानव संसाधन और संगठनात्मक व्यवहार या एमपीओबी प्रबंधन अभ्यास और संगठनात्मक व्यवहार जो भी विषय है वहां एचआरओबी और वह विषय Google कक्षा में वहां दिखाई देगा और फिर आपके पास इस विशेष वर्ग के लिए किस कमरे में जाना है कमरा कमरा नंबर होगा अब यदि आप पाते हैं कि आप खुश हैं और संतुष्ट हैं कि ये एक वर्ग बनाने की सामग्री है जिसे आप आगे बना सकते हैं लेकिन यदि आप पाते हैं कि कक्षा के निर्माण के लिए जो भी प्रविष्टि की गई है और यह उचित नहीं है आप विषय कक्षा को बदलना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप रद्द कर सकते हैं और फिर से आप नई कक्षा बनाने के लिए जा सकते हैं अब जब एक बार कक्षा बन जाती है तो छात्रों को इसमें शामिल होना चाहिए यहां हम पाएंगे कि तारीख वहां है और फिर उन लोगों की संख्या दिखाई जाएगी जो वर्ग में शामिल हो गए हैं फिर स्ट्रीम होंगे फिर वे लोग हैं जो उनके वर्ग के काम के साथ किए गए हैं अब यहाँ आप देखेंगे कि एक नाम अभिषेक राजावत दिया गया है जो एक छात्र है फिर अपनी कक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को ईमेल के माध्यम से आमंत्रित कर सकते हैं उन्हें एक लिंक मिलेगा और जैसे ही आप एक लिंक भेजते हैं वे एक कक्षा में शामिल हो सकते हैं और आपको एक सूचना भी मिलेगी कि वे शामिल हो गए हैं अब छात्र Google कक्षा में जा सकते हैं और अपनी कक्षा के लिए कोड में टाइप कर सकते हैं इसलिए आपको यहाँ कक्षा कोड द्वारा छात्रों को आमंत्रित करना है जैसे कि अगर आपको लगता है कि 6rnu5aO के रूप में एक कोड दिया गया है तो अब जैसे ही हम शामिल होने के लिए ईमेल के माध्यम से छात्रों को एक ईमेल भेजते हैं वे इस विशेष कोड में प्रवेश करेंगे और आज की कक्षा में प्रवेश करेंगे अब यदि आप एक सह शिक्षक को जोड़ना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी हम जा सकते हैं यहां आप देख सकते हैं कि एक प्लस साइन है छात्रों को कोड दिया गया है क्लास कोड समान है आप छात्रों की संख्या स्ट्रीम क्लासवर्क भी देख सकते हैं और लोग दिखाई देंगे शिक्षक भी वहाँ है अब क्योंकि आप एक सह शिक्षक जोड़ना चाहते हैं बस ध्यान दें कि शिक्षक के विपरीत एक प्लस चिह्न है उस प्लस चिह्न पर क्लिक करें और आप एक शिक्षक जोड़ पाएंगे अब यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह क्रॉस फंक्शनल टीचिंग है यह डिजिटल शिक्षाशास्त्र में बहुत आसान हो जाता है यानी मान लीजिए कि हम एक व्यापक केस फुल केस स्टडी ले रहे हैं इस मामले में हम सम्मान के साथ एक विशेष पहलू लेना चाहते हैं मानव संसाधन विपणन और वित्त के लिए स्वाभाविक रूप से असाइनमेंट विभिन्न शिक्षकों के पास जाएगा विश्लेषण के लिए यह विशेष रूप से केस स्टडी है क्योंकि विषयों को अलग अलग शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया है यदि वे अलग अलग शिक्षक हैं तो उन्हें सभी शिक्षकों के लिए अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है आप सिर्फ सह पढ़ें टाइकर्स और फिर असाइनमेंट आपके सह शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप कक्षा कोड का उपयोग करके कक्षा में जाते हैं दाहिने हाथ के कोने में प्लस चिह्न पर क्लिक करें जैसा कि मैंने पहले की स्लाइड में बताया था अब कक्षा में शामिल होने पर क्लिक करें और फिर कक्षा कोड दर्ज करें और क्लिक करें में शामिल हो इसलिए जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो क्लासरूम कोड वहां होना होगा उदाहरण के लिए हमने यहां यह क्लास कोड 6rnu5aO दिया है यहां व्यक्ति क्लास ज्वाइन करेगा और फिर उसे क्लासरूम की मदद से मिल जाएगा कोड वह उस विशेष वर्ग में शामिल होने में सक्षम होगा इसलिए वह जॉइन पर क्लिक करेगा और वह शुरू करेगा अब कक्षा का पृष्ठ कैसे दिखेगा कक्षा पृष्ठ पर पाठ्यक्रम का नाम छात्रों की संख्या और कक्षा कोड जो भी कक्षा कोड है और उसके आधार पर विषय का चयन करें फोटो अपलोड करें और इसलिए आप आसानी से कुछ भी साझा कर सकते हैं आपकी कक्षा में यहां अपनी कक्षा के साथ संवाद करें घोषणाएं बनाएं और शेड्यूल करें इसलिए यदि समय सारिणी में कोई बदलाव है तो कोई भी शेड्यूल बदल रहा है आप यहां घोषणा कर सकते हैं और आप अपनी कक्षा के साथ साझा कर सकते हैं इसी तरह छात्र पोस्ट पर प्रतिक्रिया दें इसलिए उस स्थिति में छात्र जवाब दे पाएंगे भी छात्र पोस्ट जो भी हो इसलिए यदि आप शेड्यूल को बदल रहे हैं और यदि छात्र को कोई समस्या हो रही है तो वह वहाँ पोस्ट बना सकता है अब इस मामले में कृपया अगली कक्षा के लिए प्रस्तुति तैयार करें छात्रों को इस घोषणा की मदद से समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी असाइनमेंट है यदि आप देखते हैं कि यह Google ड्राइव पर साझा किया जा सकता है या इसे इस प्रकार की कक्षा की सहायता से संलग्न किया जा सकता है तो वे संलग्न कर सकेंगे असाइनमेंट के लिए अनुलग्नक विकल्प जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यदि आपको अपने कंप्यूटर से कोई दस्तावेज़ संलग्न करना है या यदि कोई दस्तावेज़ आपके Google ड्राइव से सीधे संलग्न किया जाना है तो अगर कोई Google ड्राइव है आप YouTube वीडियो जो भी YouTube वीडियो है उसे भी संलग्न कर सकते हैं एक लिंक संलग्न करें एक लिंक है आप एक वेब लिंक भी दे सकते हैं आप अपने असाइनमेंट संलग्न कर सकते हैं अब जब आप क्लासवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो क्लासवर्क असाइनमेंट हो सकता है यह एक क्विज़ असाइनमेंट हो सकता है यदि कोई प्रश्न है एक सामग्री है एक पुन उपयोग पोस्ट है तो आप पाएंगे कि निर्माता के असाइनमेंट और प्रश्न हैं क्लासवर्क को व्यवस्थित करने के लिए विषयों का उपयोग करें और फिर इसके आधार पर कार्य को निर्देश दें कि आप कैसे जाना चाहते हैं तो यह वहाँ होगा यह इस तरह होगा यह एमबीए के छात्र होंगे यह असाइनमेंट है और एक शीर्षक है अब कोई भी निर्देश है मान लीजिए कि आपके पास दो असाइनमेंट हैं तो आपको केवल एक सेक्शन और इस तरह जाना होगा यदि आप चाहते हैं कि आप यहां निर्देश दे सकते हैं लेकिन यह यहां वैकल्पिक होगा यह 100 अंकों का हो सकता है हम कोई भी नियत तारीख डाल सकते हैं इसका मतलब है कि आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं यदि कोई विशेष विषय है तो आप उस विशेष विषय को भी दे सकते हैं तो इस मामले में आप पाएंगे कि प्रश्नोत्तरी है और प्रतिक्रियाओं को देखा जा सकता है इस विशेष पोस्ट में हम शीर्षक विवरण देख सकते हैं अब एक और दिलचस्प बात यह है कि हम यहाँ ले जा सकते हैं छात्र प्रगति है तो छात्र प्रगति कैसे करें इस स्क्रीनशॉट में आपको एक नमूना प्रदर्शन कार्य मिलेगा अनुसंधान प्रश्न हैं आप संलग्न लेख में तीन शोध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेख और वीडियो नोट्स का उपयोग कर सकते हैं यह आंकड़े भी दे रहा है क्योंकि 26 लोग पूरा कर चुके हैं जबकि 13 अभी भी बचे हैं इसका मतलब है कि आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने पूरे हो चुके हैं और कौन नहीं अनुसंधान प्रश्न होंगे और प्रत्येक छात्र को इस विशेष असाइनमेंट की एक प्रति मिलेगी यह विशेष स्क्रीनशॉट वहाँ है जो उन छात्रों की विस्तृत सूची दिखाता है जिन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है और उन छात्रों की सूची जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है जहाँ कक्षा प्रबंधन की मदद से प्रौद्योगिकी की मदद से हम एक कक्षा बना सकते हैं असाइनमेंट दे सकते हैं असाइनमेंट ट्रैक कर सकते हैं कितने को जमा कर सकते हैं कौन जमा नहीं किया है मूल्यांकन करें और यहां तक कि छात्र अपने अंकों को देख सकते हैं कि उन्हें इस विशेष कक्षा प्रबंधन से क्या मिला है इसलिए मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि डिजिटल पांडित्य में समय की बचत लागत की बचत करके सभी स्रोतों से अलग अलग स्थानों तक पहुंचना आसान है और फिर स्वच्छ और हरित शिक्षा पद्धति हो सकती है क्योंकि यह पेपरलेस भी होगी इसलिए यदि हम इस शिक्षाशास्त्र का उपयोग करते हैं तो यह बहुत मददगार होगा शिक्षकों के टीओटी अर्थ प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम भी डिजिटल शिक्षाशास्त्र का एक उदाहरण है